Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 46 लेक्चर 46 Resonance and Maximum Power Transfer Theorem Contd रेजोनेंस और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कॉन्टिनुइड Refer Slide Time 0023 अब तक रेजोनेंस के लिए जो भी थोड़े बहुत सिद्धांत है वो हमने देखे हैं अब हम एक साधारण उदाहरण लेंगें यह साधारण RLC सीरीज सर्किट हैं यह RL दिया हैं और 320 पिको फैरड हैं और अगर इंस्टैंटनेयस पोलेरिटी चाहते हैं तो से - ले सकते हैं और यह वोल्टेज 085 वोल्ट हैं तो यह RLC सर्किट होगा जो हमे करना हैं तो यह इसमे लिखा हैं Refer Slide Time 0043 यह उदाहरण है यदि Q50 और f0 175 किलो हर्ट्ज हैं तो L की वैल्यू ज्ञात करना होगी इसके अलावा सर्किट का करंट कैपीसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और सर्किट की बैंडविड्थ निकालनी हैं तो यह समस्या हैं यह सर्किट हैं यह वह है जो हमे निर्धारित करना हैं यहाँ सब कुछ दिया हैं Refer Slide Time 0108 तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f0 12π है तो f0 को 175 किलो हर्ट्ज़ दिया गया है तो यह 175 103 12π है जिसे हम C कहते हैं उसे 320 पिको फैरड 320 10 टू दा पावर 12 L दिया जाता है जिसमें से L 258 मिली हेनरी मिलेगा Refer Slide Time 0127 अब हम जानते हैं कि XL Lω इसलिए L को हमने 258 10 टू दा पावर 325810 3 प्राप्त कर लिया है यह हेनरी हैं 2πf0175103 है इसका अर्थ है XL Lω यह Ω है तो यह 2840Ω है तो क्वालिटी फैक्टर QωLR हैं तो Rω0 LQ हैं Refer Slide Time 0204 तो यहाँ बस सब्सीटूट या इन सभी वैल्यूज को सब्सीटूट करे तो R 568 मिलेगा तो इस तरह से वास्तव में हमें L 258 मिली हेनरी मिला है और अगर f0 दिया गया है यह एक 2π f0 एक चीज यहाँ है यहाँ एक करेक्शन है यह रहा ω0 ω0 2π f0 मुझे लगता है एक 2π मिसिंग है इस उत्तर की जांच करें मुझे लगता है कि उत्तर सही है तो Q50 Q50 दिया गया हैं Rω0Lयह चीज़ हैं यह कृपया यहाँ चेक करे आशा करता हु यह सही है अगला यह एक R मिला है फिर रेजोनेंस के सर्किट का इम्पीडेन्स यह है कि रेजोनेंस पर यह XLXC हैं तो Z R है तो यह 568Ω हैं तो I0VR हैं तो V085 वोल्ट दिया गया हैं को R से भाग देंगे तो 1496 मिली एम्पेयर मिलेगा तो VC I0 ω0C तो इसका अर्थ हैं कि RI0ω0CR है इसलिए इसका मतलब है VC QV तो इसका मतलब है कि RI0 V और ω0CR है जो कि 1ω0CR Q हैतो Q V होगा इसलिए कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 50085 होगा क्योकि V 085 वोल्ट है और Q 50 है इसलिए 425 वोल्ट है Refer Slide Time 0358 और बैंडविड्थ ω2 ω1 हैं या यह रेडियन पर सेकंड हैं और f2 f1 है यह हर्ट्ज में है तो Q हमे पता हैं तो Qω0ω2 ω1 और f0 f 2 f 1 लिख सकते है तो f0BW हैं इसलिए बैंडविड्थ f0Q हैं जबf0 के संदर्भ में लेते हैं तो यह हर्ट्ज में है तो 175 103 डिवाइडेड Q50 तो 35 किलो हर्ट्ज़ मिलेगा तो यह हमारी बैंडविड्थ हैं Refer Slide Time 0451 अब उदाहरण 2 तो यह सरल उदाहरण है केवल एक चीज यह है मैंने अभी बताया रेफेर टाइम 0435 ω0 वास्तव में 2πf0 है मैंने शायद 2π को मिस कर दिया बस उत्तर को जांच लें 2π लिया गया है या नहींतो यह 568 हैं जाँच करें रेफेर टाइम 0445 तो यह एक अगला सर्किट हैं जो फिगर में दिखाया गया हैं कि R1I सर्किट को दिखायेगा जिसमें R105Ω R215Ω और R305ΩC16µF C212µF L125 मिली हेनरीऔर L2 15 मिली हेनरी दिया गया हैं तो पहले रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी दूसरा पूरे सर्किट का Q और तीसरा कोइल1 और कोइल 2 दोनों का अलग अलग Q निकालना हैं Refer Slide Time 0515 तो यह मेरा सीरीज सर्किट है यह रेजिस्टेंस 05Ω दिया है यह कोइल1हैं इसका रेजिस्टेंस 05Ω इंडक्टैंस 25 मिली हेनरी है ये दो कपैसिटर 6 माइक्रो फैराड और 12 माइक्रो फैरड सीरीज में हैं और यह coil 2 है जिसका रेजिस्टेंस 15Ω इंडक्टैंस 15 मिली हेनरी है और यह समस्या है तो सर्किट का इम्पीडेन्स प्रश्न हैं तोL यह 25मिली हेनरी है और 15मिली हेनरी अब हमे टोटल एक्विवैलेन्ट L निकालना हैं तो जिसे हम L कहते हैं तो यह 2515 का मतलब 40 मिली हेनरी है और ये दोनों कपैसिटर सीरीज में है इसका मतलब है यह एक्विवैलेन्ट होता है रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल देखने के लिए प्राप्त करते हैं तो यह 6 126 12 होगा तो यह 4 माइक्रो फैराड होगा Refer Slide Time 0559 तो C6126124 माइक्रो फैराड हैं और फिर R जो हम जानते हैं कि f012π √LC हैं यह12π रेफेर टाइम 0611 40 मिली हेनरी हैं तो 40 10 टू दा पावर 3 4 10 टू दा पावर 6 है इसलिए कपैसिटर 4 माइक्रो फैरड ये वास्तव में f0 10 टू दा पावर 48π hertz8 हर्ट्ज या ω025103 रेडियन पर सेकंड प्राप्त करेंगे या तो हर्ट्ज या रेडियन पर सेकंड है Refer Slide Time 0634 तो अब पूरे सर्किट का Q यह Lω0R होगा तो L तो हमें मिल गया है रेफेर टाइम 0642 यह L 4010 टू दा पावर 3 पूरे सर्किट का है और ω0 25 103 रेडियन पर सेकंड हैं वास्तव में यह 40 हो जाएगा तो यह वहाँ नहीं है यह मेरा क्लास नोट है वास्तव में एक ही बात की गई सुधारात्मक सुधार मैंने इसे यहाँ के लिए स्कैन किया है यह वास्तव में 40 है इसे यहाँ लिखा गया है यह सही है तो पूरे सर्किट का Q 40 है तो मुझे इसे स्पष्ट करने दें तो फिर यह जो कि coiL1 का Q है वह L1ω0R1 है के लिए coiLω0 25 103 रेडियन हैं इस चीज़ को जिसे पर रेडियन कहा जाता है वह यहाँ दिया गया है ω0 Refer Slide Time 0735 और यहाँ L1 वास्तव में यह 25 मिली हेनरी है तो यहाँ यह मुझे सही करने दे यह L125 होगा न कि 25 तो इस मामले में यह उत्तर 125 है यह वास्तव में 125 होगा तो बस जाँच करें कि यह मुझे इसे आधा बनाने देगा तो यह 25 है इसलिए यह कांसेल्लेड है और यह 25 है तो यह 125 नहीं है क्योंकि यह 25 मिली हेनरी है गलती से मैंने इसे लिया है यह मेरे क्लास नोट हैं यह वास्तव में सही है तो इसी तरह L2ω0 के लिए L215 मिली हेनरी और वह 15 10 टू दा पावर 3 है और यह ω2 होगा 5 103 R2 15 होगा Refer Slide Time 0837 यदि इस की गणना करें तो यह 25 होगा इसलिए कृपया इन सभी की जांच करें ये तीनों को स्वयं करें देखें कि सभी गणना सही हैं तो बैंडविड्थ के लिए हम जानते हैं कि हमने इस बैंडविड्थ f0Q लिया हैं तो सभी चीजो को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमे 10 टू दा पावर48π हर्ट्ज प्राप्त होगा तो यहाँ यह 10 टू दा पावर 48π और Q जो भी मिला हैं Q40 मिला हैं यह Q हमें मिला 40 यह 40 है तो यह सही है यहां यह 40 है तो अगर यह लगभग होता है तो यह 10 हर्ट्ज बन जाएगा तो यह बैंडविड्थ है यह 125 नहीं है यह 40 है क्योंकि यह 40 है तो यह लगभग 10 हर्ट्ज होगा Refer Slide Time 0930 तो एक और उदाहरण है 3 एक कोइल में 5Ω का रेजिस्टेंस हैं जो 50 माइक्रो फैरड कपैसिटर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ हैं Refer Slide Time 0941 100 हर्ट्ज़ पर सर्किट का रेसोनाटेस जिसका अर्थ हैं f0100 हर्ट्ज़ पर कोइल का इंडक्टैंस को निर्धारित करना हैं यदि सर्किट 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज़ का सोर्स अक्रॉस जुड़ा हुआ है तो कोइल को दी गई पावर का निर्धारण करे Refer Slide Time 0949 और अब यह आखिर एक हैं रेफेर टाइम 0954 कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और कोइल कपैसिटर का वोल्टेज और कोइल तथा सर्किट की बैंडविड्थ हैं यह सब चीजे हमे निकालनी हैं जब इस विडियो लेक्चर को पढ़े तो सबसे पहले इसे नोट करे फिर इस समस्या को हल करे यह बहुत आसान बात हैं तो रेजोनेंस पर ω01√LC हम जानते हैं Refer Slide Time 1019 तो 2π f01√LC f0 दिया गया हैं 100 हर्ट्ज़ Refer Slide Time 1024 और C 50 माइक्रो फैराड दिया गया हैं तो 5010 6 फैरड हैं और यह L है तो L 50 मिली हेनरी बन जाएगा रेफेर टाइम 1030 अब रेजोनेंस पर करंट VR होगा क्योंकि XLहैं रेफेर टाइम 1037 तो करंट मैक्सिमम 2005 है तो करंट 40 एम्पीयर है अब पॉवर दिसिपटेड I2R है तो 40258000 वाट 8 किलोवाट Refer Slide Time 1051 तो इस कपैसिटर के अक्रॉस वोल्टेज IXC हैं तो I 40 एम्पीयर है और XC1ωC हैं C 50 माइक्रो फैरड है तो 5010 टू दा पावर 6 फैरड 2π100 होगा तो यह 80002π वोल्ट के आसपास आएगा लगभग यह 12732 वोल्ट के हैं यह सही हैं Refer Slide Time 1125 तो कोइल का इम्पीडेन्स R j Lω है तो यह 5 j L 50 10 टू दा पावर 3 2π 100हैं तो यह 5 j 314Ω है तो VLI Z है और हमें करंट 40 मिला हैं तो इस Z का मैगनीटुड 121256 वोल्ट मिलेगा हमने केवल इतना ही लिया है क्योकि हमारी रुचि मैगनीटुड में हैं वास्तव में यह 40 से गुणा किया जाएगा बस इसकी जांच करे और √5 2 3142 जो भी आता है वह 1256 वोल्ट होगा यहाँ केवल मैगनीटुड लिखा गया है यह वास्तव में I है रेफेर टाइम 1214 यहां 1256 वोल्ट लिया गया है तो अब कोइल का Q 3145 होगा क्योंकि यह XL 314 हैं और R 5 है तो यह 63 है यह मूल रूप से एक है जिसे हम कोइल का Q0 कहते हैं तो यह XL मूलरूप से LωR है Refer Slide Time 1242 तो Lω वास्तव में 314डिवाइडेडR 5 है तो यह 63 है और बैंडविड्थ f0Q0 1006316 हर्ट्ज़ है तो यह साधारण बात है Refer Slide Time 1255 अब उदाहरण 4 R50Ω L005 हेनरी C20 माइक्रो फैराड के साथ एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ एक वोल्टेज V100 एंगल 0 वोल्ट अप्लाई किया जाता है यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है जैसे फ्रीक्वेंसी वरि करती है इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज निकालना हैं हमें इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज निकालना हैं जैसे फ्रीक्वेंसी वरि करती है अब Z√R 2Lω 1ω C2 जो की XL XC2 है इसलिए करंट I मैगनीटुडV करंट का मैगनीटुड √R2Lω ω C2 whole 2 हैं Refer Slide Time 1334 तोLV VL के अक्रॉस वोल्टेज का मैगनीटुड I Lωरेफेर टाइम 1339 होगा ताकि मैगनीटुड का अर्थ है XL I XL को अक्सेलरेटिंग कर रहा है तो XL Lω तो यह ωLV√R 2Lω 1ωC2 होगा Refer Slide Time 1352 तो समीकरण 1 का डेरीवेटिव लेने पर डेरीवेटिव d VLd ω0 विथ रेस्पेक्ट टू ω होगा तो ω के लिए VL की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है कि dVLd ω यह एक हैं इसे सरलीकृत किया गया है और हाफ पावर को लिखा गया है कृपया थोड़ा स्वयं करें मेरा मतलब है कि यह XL ω2 क्या है इसका विस्तार किया गया है Refer Slide Time 1408 और यहाँ स्क्वायर रुट रखिये तो टू दा पावर हाफ किया गया है क्योंकि यह ωV√यह एक है तो 1R फिर डेरीवेटिव लें यदि डेरीवेटिव को और सरल किया जाता है तो R2 2 LC 2ω2 C 20 मिलेगा जिसका अर्थ यह है कि ω1√LC √22 R 2 CL Refer Slide Time 1447 लेकिन हम जानते हैं कि हमने इसे डिराइव्ड किया है Q0ω0 LR जो हमने किया है 1ω0 CR यह भी हमने किया है और अगर हम Q0Q0 को गुणा करते हैं तो Q021R 2 C प्राप्त करेंगे यह भी हमने डिराइव्ड किया है इसका मतलब है कि यह शब्द इस R 2 CL1Q02 का रेसिप्रोकाल है तो यह 1Q02 होगा Refer Slide Time 1521 यह सब कुछ जो हम बताते हैं इसका मतलब है कि ω सब्स्टिटूशन के बाद 1√LC2Q02 के बराबर होगा इसलिए समीकरण 5 से पता चलता है कि हाई Q के लिए L पर मैक्सिमम वोल्टेज लगभग 1√LC होता है यदि Q बहुत अधिक है यदि Q बहुत अधिक है फिर तो 2 Q02 को क्या कहते हैं यह लगभग 2 Q02 हैं तो यह Q बहुत अधिक है के बाद तो यह टर्म यूनिटी बन जाएगी उस मामले में यदि ω माफ़ किजयगा 1√LC यह लगभग 1√LC है Refer Slide Time 1602 अब यदि Q हाई है तो मैक्सिमम वोल्टेज R और C के अक्रॉस ω0 पर प्राप्त की जाती है जो रेसोनान्स फ्रीक्वेंसी है Refer Slide Time 1617 तो लौ Q के साथ VC मैक्सिमम ω0 से नीचे होता है और VL मैक्सिमम ω0 से ऊपर होता है इस एक्सप्रेशन को देखने के लिए यह एक छोटा सा अभ्यास है लौ Q के साथ VC मैक्सिमम ω0 से नीचे होता है और VL मैक्सिमम ω0 से ऊपर होता है यहाँ इस के लिए एक छोटा सा अभ्यास करें पहले से ही हमने इसे रेसोनान्स के लिए किया है Refer Slide Time 1634 अब समीकरण 2 सेω √22 LC R2 C2 को इस तरह से लिख सकते हैं इस समीकरण से यह अब समीकरण 2 है समीकरण 2 से हम इस तरह लिख सकते हैं तो C RL सभी वैल्यूज दी गई है सभी वैल्यूज को सब्सीटूट करते हैं हर चीज दी गई हैं तो आंसर ω 1414 रेडियन पर सेकंड होगा जब dVLdω0 लेते हैं यह आंसर है जिसके लिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मैक्सिमम होगा तो इसलिए XLLω707Ω X 0XC1ω C354Ω कृपया इन सभी चीजों की गणना करें Refer Slide Time 1722 और Z R j XL XC होगा तो जो कुछ भी आता है वह 612 Ω है इसके अलावा IVZ हमें वह मैगनीटुड मिलता है जो 100612 है तो 1635 एम्पीअर है तो ω को प्राप्त करने के लिए इन सभी चीजो को सीधे सब्स्टीट्यूट कर गणना करें तो यह सिर्फ इस गणना को बनाते हैं यहाँ पर VL तब मैक्स होगा जब I XL होगा मतलब 707 होगा Refer Slide Time 1753 तो 1155 वोल्ट प्राप्त हुआ यह उदाहरण बहुत ही रोचक है Refer Slide Time 1802 तो उदाहरण 5 में इस मामले में पैरेलल सर्किट है यह एक इंडक्टिव सर्किट है इसलिए 8j6Ω हैं और यह कैपेसिटिव सर्किट 834Ω है लेकिन यह C C XC से अलग अलग बदलता है C को निकालना है जिसका परिणाम रेजोनेंस 5000 रेडियन पर सेकंड होता है तो इस मामले में यह समस्या बहुत सरल है क्योंकि ω0 दिया गया है तो पैरेलल सर्किट में इसलिए Y18 j 6 1834 j XC है Refer Slide Time 1832 तो यह Y हैं तो अब हम बस इसे क्या कहते हैं नुमेरटर और डिनोमिनेटर में 8 j 6 से गुणा करेंगे और हम नुमेरटर और डिनोमिनेटर में 834 jXC से भी गुणा करेंगे फिर सरलीकरण मिलेगा यह रियल पार्ट है और यह इमेजिनरी पार्ट है और रेसोनान्स पर यह इमेजिनरी पार्ट 0 होगा यदि यह भाग 0 है XC695 XC2 61000 है यदि हम हल करते हैं तो XC के दो वैल्यू मिलेंगे रेफेर टाइम 19 05 तो XC835Ω 1ω0 C है Refer Slide Time 1911 तो अगर हल करते हैं तो अब ω0 5000 रेडियन पर सेकंड दिया गया हैं मान लीजिएC 24 माइक्रो फैरड मिल जाएगा यह आंसर है Refer Slide Time 1924 अब अगला इस सर्किट के लिए RL और RC को निर्धारित करना है जो सर्किट को सभी फ्रीक्वेंसीज़ पर रेजोनेंस का कारण बनता है सभी फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब है कि L1√LC का गुणा यहाँ हमने कुछ फैक्टर से निकाला है अब अगर मैं याद करता हूं तो अब मैं वास्तव में सही ढंग से लिखूं अगर मुझे सही से याद है कि यह√LC है तो ω के बराबर है तो वह फैक्टर जो RL2 LC कुछ इस तरह है यदि RL2RC2LC तो वास्तव में सभी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है क्योंकि यह स्क्वायर रुट आता है यह वास्तव में 00 अनडिफाइंड हो जाएगा तो यह रेजोनेंस के साथ सर्किट होगा सभी फ्रीक्वेंसीज़ पर RL और RC का रेफेर टाइम 2017 पता लगाना होगा यह कंडीशन है इसलिए आंसर यहां नहीं दिया गया है मैने जानबूझ कर आंसर नहीं लिखा तो कृपया इसे पूरा करें हमें इसका आंसर बताएं मैं सही आंसर बताऊंगा रेफेर टाइम 2028 तो इस रेजोनेंस के साथ यह भाग खत्म हो गया है कुछ उदाहरण जो हमने देखे है उसके बाद बहुत ही सरल बात यह है कि DC सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने देखा है इसलिए AC सर्किट के लिए भी यह बहुत ही सरल है इसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखेंगे Refer Slide Time 2054 तो यह AC सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है अब 2 3 केस हैं इसलिए केस 1 लोडcase 1 load यह वेरिएबल रेजिस्टेंस RL है माना कि यह एक सर्किट के लिए दिया गया मेरा वोल्टेज सोर्स Vg हैं पोलेरिटी को इस I के माध्यम से बहने वाली करंट के रूप में चिह्नित किया जाता है और यह ZgRgjxg इम्पीडेन्स दिया गया है और यह RL वेरिएबल है DC सर्किट के केस में DC सप्लाई होता हैं और DC सर्किट के केस में RThevenin और oneV Theveninin होता हैं तो यहाँ भी मान लीजिए कि यह दिया गया है और फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए RL की वैल्यू क्या होगी इसलिए यदि करंट का मैगनीटुड देखें तो Vg लगभग 0 के बराबर होगा Vg एंगल 0 हैं तो करंट I Vg यह सीरीज इम्पीडेन्स एक साथ है इसलिए Rg RL jxg हैं यह मेरा करंट मैगनीटुड हैं Refer Slide Time 2159 अबयह दी गई फेजर वास्तव एंगल 0o रखते हैं क्योंकि मैने कहा है कि Vg एंगल 0o हैं यह एक फेजर है जिसे हमने j रखा है इसलिए यह फेजर क्वांटिटी हैं मैगनीटुडनहीं है अब जब मैगनीटुड लेंगेतो यह Vg√RgRL2xg2 तो है यह मैगनीटुड है इसीलिए वास्तव में मैगनीटुड में RL में I 2RL के अक्रॉस है तो Vg2RLRgRL2xg2 हो सकता है Refer Slide Time 2240 अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए dPdRL0 हैं यदि इसे हल करें तो इसे 0 बना देंगे Rg2xg2 मिलेगा जिसका अर्थ है कि RL√R g2 xg2 और Zg मैगनीटुड हैं क्योंकि Zg rgjxg मैगनीटुड दिया गया है यह कैपिटल Xg2 भी है अगर Xg 0 DCmaximum मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से RLRg हैं तो हम करते हैं रेफेर टाइम 2328 उस मामले में यह था तो यह वास्तव में इस बात के लिए है कि इस सर्किट को ध्यान में रखना है इस तरह के सर्किट के लिएRL √Rg 2jxg 2 Zg लेकिन कभी भी RL Rg नहीं होना चाहिए यह mod g√R g 2 xg 2RL होगा Refer Slide Time 2403 तो अब केस 2 फिर इस केस में वैरिएबल रेजिस्टेंस और वैरिएबल रेअक्टैंस के साथ इम्पीडेन्स ZL जुड़ा हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि यह मेरा Vg एंगल 0 भी है एंगल यहाँ नहीं दिखाया गया है यहाँ पोलरिटी दिखाया गया है और यह jx g Rgj xg है यह v रेफेर टाइम 2421 और j रेफेर टाइम 2422 जैसा कुछ है इसे करंट I कहते हैं और यह ZL वैरिएबल है दोनों RL और XL वैरिएबल हैं यही कारण है कि यहाँ दिया गया है इम्पीडेन्स ZL वैरिएबल रेजिस्टेंस और वैरिएबल रिएक्टर दोनों हैं इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि किसे इम्पीडेन्स कहा जाए तो अब करंट IVg R g RL j x g j XL जोड़ते हैं जैसे कि सीरीज सर्किट में करते हैं Refer Slide Time 2454 तो यह मेरी बात हैं तो करंट I के मैगनीटुड यहाँ एक को क्या बोलते है यहाँ यह बात है यह शर्त नहीं होनी चाहिए तो करंट के मैगनीटुड की बात करे तो I Vg√Rg2RL2xg XL2 अब P I2RLVg2RLडिवाइडेड R g RL2 xg XL2 यह समीकरण 1 हैं तो मुझे जाने दो तो यह a 2 नहीं है यह कहीं भी नहीं है यहाँ सही है मैं भूल गया था तो यह वहाँ नहीं है Vg यह 1 यह समझ में आता है Refer Slide Time 2545 तो अब अगर RL को समीकरण 1 में फिक्स्ड किया जाता है तो मान लें कि इसमें फिक्स्ड की गई सीमाएं निर्धारित हैं P की वैल्यू मैक्सिमम है जब xg XL हैं अगर xg XL0 हैं इसलिए यह टर्म वनीश हो जाएगा इसलिए पावर मैक्सिमम है तो उस स्थिति में P का की वैल्यू मैक्सिमम है क्योंकि x g XL x g XL का अर्थ xg x g XL0 यह टर्म वहां नहीं है तो उस स्थिति में यह Vg2RLR g RL2होगा Refer Slide Time 2623 यदि RL को फिक्स्ड किया जाता है तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 से Vg2vg2RLRgRL2 समीकरण 2 बन जाएगी अब यदि कंसीडर करे कि DC सर्किट में RL वेरिएबल है तो यदि केस 1 में दिखाया गया हो तो मैक्सिमम पावर लोड पर पहुंचाई जाती है जब RLRg है वहाँ भी पहले केस के लिए X gf0 फिर RLRg कहा गया हैं उस केस के लिए मैक्सिमम पावर लोड RLRg और XL X g तक पहुँचाई जातीहै Refer Slide Time 2701 फिर ZLRLjXL यहाँ सर्किट है और यहाँ XL xg थ्योरम के मैक्सिमम पावर का पार्ट के लिए रखते हैं है तो यहाँ ZLRg jxg हो जाएगा फिर ZLZg कोंजूगेट हैं क्योंकि Zg वास्तव में R g jxg हैं यही कारण है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में दोनों RL और XL वेरिएबल होते हैं तो ZLZg कोंजूगेट होना चाहिए यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन है Refer Slide Time 2757 एक अन्य केस 3 हैं इस केस में ZL वहाँ हैं जहाँ XL फिक्स्ड हो गया है लेकिन RL वेरिएबल हैं यह केस 3 हैं इसलिए उस केस में कृपया इसे करें तो उस स्थिति में सीधे इस एक को जोड़ दें R g jx g XL मिलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा RL Zg jXL बन जाएगा तो RL RgjxgX यह स्वयं कर सकते है इसके अलावा मेरा RL R g 2 X g हो जाएगा मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए सीधे आगे हम इस तरह लिख रहे हैं तो यह R g j x g XL होगा तो यह तीनो केस यहाँ है तो इस बात के साथ हम रेफेर टाइम 2854 कुछ सरल सरल तीन उदाहरण ले लेंगे फिगर 1 के सर्किट में दिखाया है लोड ZL में एक प्योर रेजिस्टेंस RL शामिल है RL का वह वैल्यू निकालना है जिससे लोड के लिए सोर्स की मैक्सिमम पावर डिलीवर हो मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह सर्किट दिया गया है यह 10 j20Ω है और यह ZL दिया गया है RL का अर्थ है यह मूलरूप से साधारणतः RL है और यह स्रोत 50 0 वोल्ट है इसलिए हम जानते हैं Zg है तो यह तो √10 2 202 तो 224Ω आएगा इसके बाद IVg ZgRL है तो Zg102j20 और RL 224 मिला हैं तो करंट I 131 317 डिग्री एम्पीयरहोगा और P I2R इसलिए 1312RL 224 है तो P385 वाट है यह एक बहुत ही साधारण समस्या है इसी प्रकार उदाहरण 2 इस केस में उदाहरण 1 रिपीट के साथ ZLRjXL हैं RL और XL दोनों ही वेरिएबल हैं मतलब है कि इस उदाहरण को दोहराएं जब ZRL jXL जोड़ा गया और सभी डेटा समान रहे तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम जानते हैं कि इस RL और XL दोनों ही वेरिएबल हैं तो मेरा Zg 10j20 और j20 था इसलिए ZLZg कोंजूगेट है जो10 j20 होगा इस तरह से हमने अपने थ्योरी में देखा है टोटल इम्पीडेन्स ZgZLZg 10j20 होगा और ZL 10 j20 होगा इसलिए j20j20 कैंसिल हो जाएगा और यह 20Ω होगा इसके बाद 50० होगाZT जो केवल 20 है इसमें 25० एम्पीयर होगा और P I2R है तो I2 252 है और यह 100 है और RL 0Ω है तो यह 625 वाट होगा तो केवल इसे ध्यान में रखें तो सब कुछ सरल मिलेगा तो अब सर्किट में एक और चीज यह फिगर 2 में दिखाया गया है यह फिगर है रेजिस्टेंस Rg वेरिएबल है इसका मतलब है कि यह रेजिस्टेंस Rg 2 और 55 Ω के बीच वेरिएबल है फिर Rg की वैल्यू टर्मिनल ab पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है यह मेरा टर्मिनल A है और यह मेरा B है और यह मेरा R g वेरिएबल है 10Ω का RL तथा यह मेरा Xg 5Ω है तो इस केस में वोल्टेज को 10 दिया जाता है चित्र 3 में दिखाए गए नेटवर्क 3 में टर्मिनलों पर जुड़े हुए लोड AB में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RL होता है और एक कैपेसिटिव रेअक्टैंस XC होता है उत्तर यहाँ नहीं दिया गया है तो यह वास्तव में इसे हल करने के लिए है मैंने इसे यहाँ हल नहीं किया अब फिगर 3 में दिखाए गए नेटवर्क में उदाहरण 4 हैं मान लीजिए कि टर्मिनल A B से जुड़े लोड में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RL है और एक कैपेसिटिव रेअक्टैंस XC है जो 2Ω और 8Ω के बीच एक वेरिएबल है RL और XC की वैल्यू को निर्धारित करें जिसके परिणाम स्वरूप लोड डिलीवर होने वाली मैक्सिमम पावर P की गणना करनी होगी और यह सर्किट है यह वोल्टेज 50 45o है यह 3Ω है यह jXC वैरिएबल है और यह RLjXC और RL वैरिएबल है और यह 2Ωj 10Ω है रेफेर टाइम 3338 ये दोनों वैरिएबल हैं यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है और यह सर्किट है अब सवाल यह है कि रेफेर टाइम 3347 v रेफेर टाइम 33 48 का पता लगाना है हमारे पास DC सर्किट के लिए हल है तो v रेफेर टाइम 3352 का अर्थ है कि पहले इसे हटा दें यह नहीं है इसलिए जैसे ही इसे हटा दें तब पता करें कि करंट I क्या है इसलिए I 5045o 3 2 j 10 लिख रहा है यह करंट I है है इसलिए एक बार करंट लगने के बाद यह ओपन सर्किट है में फिर से सर्किट नही बना रहा हूँ तो यह मेरा VAB है यह मेरा v रेफेर टाइम 34 29 है क्योंकि यह ओपन है यह कुछ भी नहीं है तो यह A है यह B है इसलिए यह VAB v रेफेर टाइम 3436 है तो यह मेरा करंट है यह मेरा वोल्टेज है यह मेरा इम्पीडेन्स 20 है और जो भी आता है तो वही बात यहाँ 5045o पर लिखी गई है यह 35 j 10 है तो 5 j 102 j 10 2 j 10 हैं यह मेरा v रेफेर टाइम 3457 है रेफेर टाइम 3503 हमें मिलेगा 456 603oZ रेफेर टाइम 3507 है जब यह एकपॉइंट ओपन है रेफेर टाइम 3513 का अर्थ है रेफेर टाइम 3515 DC सर्किट इसे शुरू किया गया है तो यह तीन ओपन 2 j 2 पैरेलल होगा तो यह 32j1032j10 होगा तो यह मेरा Z है रेफेर टाइम 3531 तो अगर Z निकालते है तो रेफेर टाइम 3536 देखें तो वह रेफेर टाइम 3539 264 j 072Ω होगा Refer Slide Time 3547 तब एक्विवैलेन्ट सर्किट यह V रेफेर टाइम 3545 456603o है और यह मेरा Z रेफेर टाइम 3549 264j72 है और दोनों RLV और X भी वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर के लिए यदि दोनों वेरिएबल हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम जानते हैं कि ZL z रेफेर टाइम 3602 इस केस में कोंजूगेट हैं क्योंकि यह Z रेफेर टाइम 3604 है तो यह कोंजूगेट है यह 264 j72Ω होगा लेकिन अब XC 2Ω और8Ω के बीच अडजस्टेबल है तो XC का क्लोसेस्ट वैल्यू 2Ω है क्योंकि हमें वास्तव में यह 072 मिला हैं लेकिन XC केवल 2 और 8Ω की बीच वेरिएबल है तो क्लोसेस्ट वैल्यू 2Ω ही है क्योंकि यह 07 है इसलिए क्लोसेस्ट वैल्यू 2Ω है XC को 2Ω के रूप में लिया जाता है Refer Slide Time 3631 इसलिए RL पहले ही कर चुका है RL और XL दोनों वेरिएबल हैं तो इस मामले में यह 264j72 jXC 2 होगा तो इसका मतलब है कि RL 293Ω हो जाएगा इसके बाद ZT z हो जाएगा रेफेर टाइम 3652 ZL Z रेफेर टाइम 3653 यह एक है यह 264j072 और रेफेर टाइम 3659 ZL 293 j2 हो जाएगा क्योंकि कुछ सीमा दी गई है यहाँ मान2 है रेफेर टाइम 3707 2 और 8 के बीच XC हैं Refer Slide Time 3713 इसलिए Z यह वैल्यू मिली फिर मैं यह प्राप्त करता हूं संदर्भसमय 3721 ZT को 8 733o एम्पीयर मिलेगा और पावर 82 से 293 में जो कि 1875 वाट है Glossary English Word Word Meaning Example एक्साम्पल उदाहरण Find फाइंड ज्ञात करना Problem प्रॉब्लम समस्या Determine डेटर्मिन निर्धारित करना Simple सिंपल साधारण Question क्वेश्चन प्रश्न Calculate कैलकुलेट गणना करना Substitute सब्सीट्यूट प्रतिस्थापित करना Expand एक्सपैंड विस्तार करना Exercise एक्सरसाइज अभ्यास करना Interesting इंटरेस्टिंग रोचक